इस व्याख्यान में हम कुछ एल्गोरिथ्मिक तकनीकों को देख रहे हैं जिनका उपयोग आप किसी डिज़ाइन में बिजली अपव्यय को कम करने के लिए कर सकते हैं इसलिए जब आप एल्गोरिथ्मिक तकनीक कहते हैं तो इसका मतलब है कि हमने संभवतः अभी तक संश्लेषण नहीं किया है हम डिजाइन को एक कार्यात्मक दृष्टिकोण से या व्यवहार के दृष्टिकोण से देख रहे हैं हम अभी तक डिजाइन को अंजाम दे रहे हैं उस स्तर पर भी हम कई सहज तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं जिनका यदि आप अनुसरण करते हैं तो हमें बाद में एक अंतिम सर्किट देने की उम्मीद है जो कि बिजली अपव्यय के संदर्भ में अच्छा होगा इन तरीकों में से कई जिन पर हम चर्चा करेंगे वे वास्तव में डिजाइन के अनुभव से बाहर आते हैं इसलिए अनुभवी डिजाइनरों को पता है कि अगर मैं अपने इनपुट विनिर्देश को इस तरह से बदलता हूं तो मेरा अंतिम सर्किट बिजली की खपत और कुछ अन्य विशेषताओं के संदर्भ में बेहतर होगा इसलिए हम इनमें से कुछ एल्गोरिथ्मिक स्तर की तकनीकों को यहाँ देखते हैं इसलिए जैसा कि मैंने कहा था कि ये तकनीक एल्गोरिथ्मिक के स्तर पर कुछ परिवर्तनों का फायदा उठाने की कोशिश करती हैं इसलिए हमने अभी तक डिजाइन नहीं बनाया है फिर से ये विधियां बहुत सामान्य नहीं हो सकती हैं वे सभी डिजाइनों पर लागू नहीं हो सकती हैं लेकिन कई डिजाइनों के लिए जो सामान्य रूप से दिखाई देते हैं आप उनका उपयोग कर सकते हैं उदाहरण के लिए हम एक बाइनरी काउंटर के डिजाइन के संबंध में इन दृष्टिकोणों को स्पष्ट करेंगे कैसे हम कम ऊर्जा के लिए एक कुशल तरीके से स्टेट एन्कोडिंग ले जा सकते हैं फिर कैसे हम FSMs में फाइनइट स्टेट मशीन्स और क्लॉक गेटिंग के लिए स्टेट एन्कोडिंग ले जा सकते हैं आप FSMs में क्लॉक गेटिंग कुछ बहुत ही रोचक है इसलिए हमने जो भी क्लॉक गेटिंग के तरीकों के बारे में बात की और देखा हमने कहा कि मेरे पास कार्यात्मक ब्लॉक का एक सर्किट है मैंने यह पता लगाने की कोशिश की कि उस ब्लॉक का उपयोग किया जा रहा है या नहीं यदि इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है तो मैं क्लॉक को बंद कर देता हूं मैं इसके लिए एक गेट का उपयोग करता हूं लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि मैंने अपना सर्किट डिजाइन नहीं किया है मुझे नहीं पता कि मेरे सर्किट क्या हैं मेरे पास केवल मेरी फाइनइट स्टेट मशीन्स विनिर्देश हैं एक स्टेट ट्रांजीशन डायग्राम हो सकता है बस स्टेट ट्रांजीशन डायग्राम को देखकर मैं यह अनुमान लगा सकता हूं कि ये अच्छी तरह से वे स्थान हैं जहां मैं अपनी क्लॉक बंद करना चाहता हूं इसलिए अनावश्यक स्टेट ट्रांजीशन से बचा जाता है यह विचार है तो आइए हम बाइनरी काउंटर के लिए स्टेट एन्कोडिंग के साथ शुरू करते हैं इसलिए जैसा कि मैंने कहा था हम सर्किट स्तर पर काम नहीं कर रहे हैं इसलिए हम डिजाइन विनिर्देश को बहुत उच्च स्तर पर देख रहे हैं और एक उपयुक्त स्टेट एन्कोडिंग का उपयोग करके हम इस उच्च स्तर पर भी स्विचिंग गतिविधि को कम से कम करने में सक्षम हैं तो हम किस दृष्टिकोण को देख रहे हैं आप सामान्य रूप से देखते हैं जब हम एक काउंटर डिजाइन करते हैं जो कुछ भी हमने अपने पाठ्यक्रम में पहले सीखा है जो कुछ भी पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध है सबसे पहले वे बाइनरी काउंटर के बारे में बात करते हैं एक काउंटर यह एक बाइनरी अनुक्रम 1 2 3 4 में गिना जाता है जहां बाइनरी में गणना मान उत्पन्न होते हैं इसलिए कई ऐसी डिज़ाइन विधियां हैं जो आपको संभवतः कुछ पाठ्यक्रमों में सिखाई गई हैं वे परीक्षण पुस्तकों में उपलब्ध हैं अब ये डिजाइन पद्धति वे या तो गेटों की संख्या या देरी और इसी तरह अन्य के लिए सर्किट को अनुकूलित करने का प्रयास करते हैं लेकिन अक्सर वे बिजली अपव्यय मुद्दे पर ध्यान नहीं देते हैं काउंटर डिजाइन करते समय किस तरह का डिज़ाइन आपको कम सिग्नल ट्रांजिशंस दे सकता है वैसे मैंने कहा है हमने अभी तक काउंटर डिजाइन नहीं किया है हम अभी भी वैचारिक स्तर पर या विनिर्देश स्तर पर देख रहे हैं इसलिए हम जो कह रहे हैं वह यह है कि सीधे बाइनरी कोड का उपयोग करने के बजाय हम सिग्नल्स के लिए एक उपयुक्त कोडिंग का उपयोग करते हैं अगर हम यह कर सकते हैं कि यह स्विचिंग गतिविधि को कम करने में मदद कर सकता है आप सामान्य रूप से काउंटरों को देखते हैं जो हम कई अनुप्रयोगों में उपयोग करते हैं वे एक विशेष अनुक्रम में संख्याओं की गणना करते हैं 0 1 2 3 4 जैसे इस प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए हम कुछ कोडिंग जैसे ग्रे कोड एन्कोडिंग का उपयोग कर सकते हैं यह आपको सिग्नल ट्रांजिशंस को कम करने के संबंध में आपको कुछ या बहुत अच्छे गुण दे सकता है अब समझते हैं कि ग्रे कोड क्या है इस तालिका में हम एक काउंटर बाइनरी काउंटर में गणना मूल्यों के 3 बिट रिप्रेजेंटेशन के चित्रण के रूप में दिखा रहे हैं 0 से 7 रेंज तक के एक 3 बिट काउंटर में दशमलव संख्या देखें यह काउंटर 0 1 2 4 से 7 तक की गिनती करेगा और फिर वापस 0 पर जाएगा यदि यह बाइनरी काउंटर है तो काउंट वैल्यू इस तरह बाइनरी 0 1 2 3 4 आ जाएगी अब यदि हम इस काउंट वैल्यू सक्सेसिव काउंट वैल्यूज को देखते हैं तो देखें कि हम पावर अवेयर हैं हम सोच रहे हैं कि कितने ट्रांजिशंस हो रहे हैं हमें 0 से 1 तक एक ट्रांजिशन है 1 से 2 तक अंतिम 2 बिट्स में 2 ट्रांजिशंस होते हैं 2 से 3 तक एक ट्रांजिशन होता है 3 से 4 तक यह बहुत बुरा है सभी 3 बिट्स बदल रहे हैं 4 से 5 1 ट्रांजिशन 5 से 6 2 ट्रांजिशंस 6 से 7 1 और फिर 7 से 0 तक सभी 3 ट्रांजिशंस इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास न्यूनतम एक ट्रांजिशन है अधिकतम हम सभी बिट्स को बदल सकते हैं इसलिए वैकल्पिक ग्रे कोड एन्कोडिंग में हम काउंट वैल्यूज को इस तरह से एन्कोडिंग कर रहे हैं कि पूरे क्रम में एक समय में केवल एक बिट बदल रहा है यह ग्रे कोड की प्रॉपर्टी है तो आप देखें कि दशमलव संख्याओं का ग्रे कोड इस तरह से परिभाषित किया गया है 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 आप देखते हैं ठीक एक बिट एक काउंट से दूसरी में बदल रहा है 1 0 0 वापस से 0 0 0 में सही है यह ग्रे कोड का फायदा है इसलिए अब सहज रूप से अगर हम प्रारंभ में ही ग्रे कोड के लिए काउंटर डिज़ाइन करते हैं तो हमें उम्मीद है की हम सर्किट देंगे वह अधिक कुशल होगा बिजली के अपव्यय के संदर्भ में स्वाभाविक रूप से सिग्नल ट्रांजिशंस की संख्या कम होगी तो 2 बिट बाइनरी काउंटर के लिए बस कुछ अवलोकन काउंट वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1 और वापस 0 0 होगा इसलिए 4 क्लॉक साइकल्स में 6 ट्रांजिशंस हैं जैसे 0 0 0 1 एक ट्रांजिशन हैं 1 से 2 में 2 ट्रांजिशंस होते हैं यहां से यहां पर 1 और 1 1 से 0 0 अन्य 2 होते हैं इसलिए 1 2 1 2 कुल 6 तो 4 क्लॉक साइकल्स में आपके पास औसतन 15 प्रति क्लॉक ट्रांजिशन लेकिन अगर आपके पास 2 बिट ग्रे कोड काउंटर है तो काउंट वैल्यूज इस तरह से जाएंगे 0 0 0 1 1 1 और 1 0 से 0 0 तक इसलिए प्रत्येक ट्रांजिशन के लिए एक बिट बदल रहा है तो 4 क्लॉक्स में 4 ट्रांजिशंस जिसका अर्थ है प्रति क्लॉक एक ट्रांजिशन तो औसत के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि ग्रे कोड काउंटर प्रति क्लॉक ट्रांजिशंस की संख्या के मामले में 50 प्रतिशत अधिक कुशल है इसलिए जब आप एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो संभवत ग्रे कोड काउंटर पावर के संदर्भ में अपेक्षित रूप से अधिक कुशल होगा इसलिए मैंने अभी इस काउंटर का डिज़ाइन दिखाया है यह सामान्य बाइनरी एन्कोडिंग के साथ एक सरल 2 बिट काउंटर है तो काउंट वैल्यूज 0 0 0 1 1 0 1 1 हैं अगले स्टेट्स यह होंगे इसलिए यहां मैंने मिनिमाइजेशन नहीं किया है आप मिनिमाइजेशन भी कर सकते हैं क्योंकि यहां ये 'a b OR a'b 'a b a'b ठीक है लेकिन 'b यह 'a'b OR a'b है यदि आप 'b को कॉमन लेते हैं तो यह 'a OR a यह केवल 'b होगा तो इसे कम से कम किया जा सकता है लेकिन इनपुट से आउटपुट तक देरी को संतुलित करने के कारण इसे गैर न्यूनतम रखा गया है कभी कभी कम बिजली डिजाइन के लिए हम ऐसा करते हैं लेकिन यहाँ ट्रांजिशंस की संख्या 6 है जैसा कि मैंने कहा था कि इस 4 क्लॉक साइकिल में लगभग 6 ट्रांजिशंस होंगे अब ग्रे कोड के लिए स्टेट टेबल बदल जाएगी ग्रे कोड के लिए परिवर्तन 0 0 0 1 1 0 और 1 1 हैं इसलिए मेरे फंक्शन इस 'a b OR a b जैसे होंगे इसलिए यदि आप इसे कम करते हैं तो यह केवल b होगा 'a'b OR 'a b यदि हम न्यूनतम करते हैं तो यह केवल 'a होगा लेकिन यदि हम इसे इस तरह रखना चाहते हैं या देरी को संतुलित कर रहे हैं तो आप इसे इस तरह भी रख सकते हैं तो विचार यह है कि यदि आप एक ग्रे कोड काउंटर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इससे बहुत कम संख्या में ट्रांसिशन्स होने की उम्मीद है क्योंकि काउंट्स में से वास्तव में एक इनपुट बदल रहा है इसलिए अन्य इनपुट किसी भी ट्रांसिशन्स को ट्रिगर नहीं करेंगे यही फायदा है सलिए सिर्फ 3 बिट काउंटर के लिए मैं स्टेट में बाइनरी के लिए तुलना कर रहा हूं तो कितने ट्रांसिशन्स हो रहे हैं जिन्हें मैंने अभी 0 से 1 1 1 से 2 तक नोट किया है इसी तरह 7 से 0 3 तो औसत पर यदि आप औसत लेते हैं तो प्रति क्लॉक औसत ट्रांसिशन्स 175 आता है लेकिन हर ट्रांसिशन के लिए ग्रे कोड काउंटर के लिए एक टॉगल है इसलिए प्रति क्लॉक औसत ट्रांसिशन केवल एक ही है यह एक दिलचस्प अवलोकन 75 प्रतिशत अधिक टॉगल यहाँ है अब सामान्य शब्दों में यदि आप एक n बिट काउंटर डिज़ाइन को देखते हैं तो बाइनरी काउंटर के लिए यदि आप एक सरल गणना करते हैं तो टॉगल की संख्या 2 × 2n − 1 के रूप में गणना की जा सकती है तो एक साधारण मामले के लिए जो आपने पहले ही देख लिया है 3 बिट काउंटर के लिए यह कितना 3 4 6 7 10 14 14 है तो यह 2 × 23−1 7 × 2 14 है इसलिए यह एक्सप्रेशन टॉगल की संख्या देता है लेकिन एक ग्रे कोड काउंटर के लिए हर ट्रांजिशन केवल एक ही होता है क्योंकि 2 टू दी पावर n कुल ट्रांजिशन हैं कुल टॉगल भी 2 टू दी पावर n होंगे इसलिए यदि आप रेश्यो T ग्रे डिवाइड बाय T बाइनरी देते हैं तो यह अनुमानित 05 हो जाता है क्योंकि n बड़ा हो जाता है तो यह 50 प्रतिशत कम ट्रांजिशन है तो यह तालिका यह दिखाती है इसलिए बिट्स की संख्या बढ़ने पर यह अनुपात 05 तक पहुंच जाता है तो 6 बिट काउंटर के लिए यह 05079 है जैसा कि यह अनंत को जाता है यह ठीक 05 होगा तो यह ग्रे कोड एन्कोडिंग का उपयोग करके बिजली को कम करने के लिए काउंटर के लिए बहुत ही आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों में से एक है अब हम फाइनाइट स्टेट मशीन करने के लिए आते हैं आप देखते हैं कि जब भी हम किसी भी प्रकार के सर्किट के लिए एक कंट्रोलर डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि हम एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम खींचते हैं यह वही है जो हम चाहते हैं और इस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से हम सर्किट को संश्लेषित या डिज़ाइन करने का प्रयास करते हैं तो हम एक उदाहरण लेते हैं मान लीजिए मेरे पास इस तरह एक स्टेट ट्रांजिशन है 3 स्टेट हैं और ये एजस हैं यह यहां एक एरो है इन एजस को कुछ सिग्नल प्रोबेबिलिटी 03 के साथ चिह्नित किया गया है यह ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी को इंगित करता है मैं यह मान रहा हूं कि जब मैंने अपने FSM को डिज़ाइन किया है तो मैंने पहले से ही कुछ वास्तविक सजीव डेटा के आधार पर कुछ सिमुलेशन विश्लेषण किए हैं और यह पता लगाया है कि प्रत्येक ट्रांजिशन के होने की कितनी संभावना है इसलिए मेरे कुछ प्रोबेबिलिटी वैल्यूज हैं मैं मान रहा हूं कि ये मेरे पास उपलब्ध हैं तो जो सबसे कॉमन ट्रांजिशन हैं तो ये संख्याएं 06 01 यहां दर्शाई गई है इस स्टेट से कहें कि इस स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी 60 प्रतिशत है और यहां आने की प्रोबेबिलिटी का 40 प्रतिशत है इस स्टेट से 60 प्रतिशत यहाँ 30 प्रतिशत और 10 प्रतिशत यह तीर नहीं दिखाया गया है यहाँ एक एरो है यहाँ एक एरो है इसलिए जब आप डिज़ाइन किए जाते हैं तो आप पहले चरण में कुछ स्टेट एन्कोडिंग करते हैं इसका मतलब है कि आप प्रत्येक स्टेट को एक बाइनरी नंबर से एनकोड करते हैं हम कहते हैं कि मैं 0 0 1 1 0 0 1 देता हूं अब यदि आप इस सिग्नल प्रोबबिलिटीज़ की भारित राशि की गणना करते हैं और ट्रांजीशनश में बिट परिवर्तन का योग करते हैं जैसे कि आप 1 1 और 0 0 के बीच देखते हैं 2 बिट्स बदल रहे हैं और क्या है कुल प्रोबबिलिटी एक है03 अन्य 04 है इन 2 एजस के बीच इतना 03 प्लस 04 है और एक 1 1 और 0 1 के बीच 1 बिट चेंज और 0 0 और 0 1 के बीच 1 बिट चेंजिंग है तो यहाँ कुल प्रोबबिलिटी 01 यहाँ और 01 यहाँ 01 प्लस 01 है तो कुल भारित राशि 16 है मान लीजिए कि मैं अपने सिग्नल एन्कोडिंग को बदलता हूं मैं इसे 0 1 बनाता हूं इसे 0 0 बना देता हूं इसे 1 1 बना देता हूं तो मैंने वास्तव में क्या किया है जिन स्टेटों के बीच अधिकांश ट्रांजीशन होते हैं मैंने उन्हें 0 0 और 0 1 में थोड़ा सा ट्रांजीशन होने के लिए एनकोड किया है लेकिन यहां यह 2 है इसलिए अब एक 03 प्लस 04 प्लस 01 है ये एक में हैं यह और 2 इस और इस 01 के बीच है इसलिए अब मैं देख रहा हूं कि औसत 10 बहुत कम होता जा रहा है इसलिए FSM के स्तर पर भी मुझे अभी तक सर्किट द्वारा डिजाइन नहीं किया गया है इसलिए मैं अपने स्टेट एन्कोडिंग का उपयोग इस तरह से कर सकता हूं कि सिग्नल ट्रांजीशनश की भारित राशि कम से कम हो जाए यदि मैं ऐसा करता हूं तो यह उम्मीद की जाती है कि जब मैं अंत में सर्किट की डिजाइनिंग में आऊंगा तो इसके परिणामस्वरूप एक सर्किट होगा जो कम संख्या में सिग्नल ट्रांजीशन पैदा करेगा ये सभी वास्तुशिल्प या एल्गोरिथम स्तर या उच्च स्तर की डिज़ाइन तकनीकें हैं फिर से हम FSM के स्तर में क्लॉक के गेटिंग पर आते हैं अच्छी तरह से एक फयनाईट स्टेट मशीन पर विचार करें आप जानते हैं कि मूर मशीन और मेयली मशीन 2 प्रकार की मशीनें हैं इसलिए मूर मशीन में आउटपुट केवल स्टेट चर पर निर्भर करता है लेकिन मेयली मशीन के विपरीत आउटपुट न केवल स्टेट पर निर्भर करता है बल्कि वर्तमान इनपुट पर भी निर्भर करता है लेकिन यहां मूर मशीन पर ध्यान केंद्रित करते हैं इसलिए मूर मशीन अगले स्टेट केवल इस स्टेट पर निर्भर करती है जहां आप हैं तो यह इनपुट पर निर्भर नहीं है तो आउटपुट खेद आउटपुट स्टेट पर निर्भर करता है लेकिन इनपुट ट्रांजिशन इनपुट पर निर्भर हो सकता है तो हम कहते हैं इसलिए मेरे पास एक छोटा FSM है जहां मैं 3 स्टेट दिखा रहा हूं तो Xi से Xk तक हम एक ट्रांजिशन करते हैं जब इनपुट Xi होता है और आउटपुट Zk होता है Xj से Xk तक मैं एक ट्रांजिशन करता हूं जब इनपुट Xj आउटपुट कुछ होता है और मैं Xk स्टेट में रहता हूं जब इनपुट Xk होता है और आउटपुट Zk होता है अब मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि जब इनपुट्स Xi और Xj हैं तो स्टेटों में कुछ सिग्नल ट्रांजिशन हो रहा है लेकिन जब इनपुट Xk है तो स्टेट Xk में रहता है इसलिए अवलोकन यह है कि जब मैं स्टेट में Xk स्टेट मैं हूं और मेरा इनपुट Xk है तो मैं अपनी क्लॉक को बंद क्यों नहीं करता क्योंकि यहां कुछ भी बदल नहीं रहा है मैं Xk में हूं और मेरा इनपुट Xk है मैं वहीं रहता हूं इसलिए मैं इन अवधि के दौरान क्लॉक को रोक सकता हूं इसलिए जब भी इन FSM में इस तरह से एक सेल्फ लूप होता है हम क्लॉक को रोक सकते हैं इसलिए FSM स्तर पर हम इस तरह के कुछ निर्णय ले सकते हैं जब हम क्लॉक को बंद करने के लिए क्लॉक गेटिंग कर सकते हैं तो सर्किट आरेख के संदर्भ में यह इस तरह दिख सकता है तो हम इसे कैसे करते हैं तो यह मेरी क्लॉक एक्टिवेशन लॉजिक है इसलिए मेरे फ्लिप फ्लॉप में यह स्थिति है इन स्टेट को आप इनपुट फीड कर सकते हैं और प्राथमिक इनपुट को भी उनके संयोजन Xk और Xk के आधार पर आप तय कर सकते हैं कि क्लॉक को इनेबल या डिसएबल करना है या नहीं तो आप लैच में कुछ स्टोर कर सकते हैं यह लैच तय करेगी तो अगर लैच 1 है तो यहाँ उलटा है यह 0 होगा क्लॉक डिसएबल की जाएगी यदि लैच 0 है तो क्लॉक इनेबल हो जाएगी तो यह एक उच्च स्तरीय निर्णय है जो आप ले रहे हैं इसलिए एक फाइनाइट स्टेट मशीन का विश्लेषण करके कि जब मैं अपने फाइनाइट स्टेट मशीन को डिजाइन करता हूं तो मैं इस तरह एक सर्किट जोड़ रहा हूं इसलिए मैं इस स्टेट के लिए जाँच करूंगा यदि यह स्टेट वहां है तो मैं क्लॉक बंद कर दूंगा इसलिए यह एक उच्च स्तरीय डिजाइन तकनीक है जिसका अगर मैं उपयोग करता हूं तो मैं उन मामलों में कुछ अनावश्यक ट्रांजिशनश को रोकूंगा जहां स्टेट FSM में नहीं बदलता है अब यहाँ आप एक डिज़ाइन के उच्चतर स्तर को देखते हैं वैसे हमने एक उच्च स्तरीय डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज का कोई उदाहरण नहीं देखा है लेकिन मैं आपको केवल विचार दे रहा हूं यहां मैं एक साधारण डिकोडर के वेरिलॉग डिस्क्रिप्शन a 2 टू 4 डिकोडर दिखा रहा हूं इसलिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कि यह डिकोडर वास्तव में क्या करता है तो 2 वैकल्पिक डिजाइन दिखाए गए हैं यह एक डिकोडर सर्किट है इसलिए मैं मान रहा हूं कि 2 इनपुट a हैं और 4 आउटपुट हैं जिन्हें मैं सेल कहता हूं a के मान पर निर्भर करता है इसलिए आउटपुट में से एक को 1 के रूप में चुना जाएगा बाकी 0 होंगे यह एक डिजाइन है और मैं एक वैकल्पिक डिजाइन भी दिखाता हूं यह भी वही डिकोडर है यहाँ भी मेरे पास मेरा इनपुट है यहाँ मेरे पास मेरे चुनिंदा आउटपुट भी हैं लेकिन इसके अलावा मेरे पास एक और इनपुट है जिसे इनेबल कहा जाता है इसलिए यदि इनेबल को एक्टिवेटेड किया जाता है केवल तभी आउटपुट बदल जाएगा इसलिए अगर मैं इसे डिसएबल करता हूं तो आउटपुट नहीं बदलेगा तो जिसका अर्थ है कि आप देखते हैं कि आउटपुट अंतिम रूप से कुछ गेटों से गए हैं तो कुछ गेट होंगे तो यह इनेबल करता है यह इनपुट इस AND गेट के दूसरे इनपुट को फीड कर सकता है तो डिकोडर के अंदर लॉजिक से अन्य इनपुट आ जाएगा इसलिए अगर मैं आउटपुट को इनेबल नहीं कर रहा हूं तो क्या होगा इन गेटो के आउटपुट में कोई सिगनल ट्रांजिशन नहीं होगा इसलिए केवल जब मुझे डिकोडर को इनेबल करने की आवश्यकता होती है केवल तभी यह इनेबल हो जाएगा और ट्रांजिशन होगा मूल विचार इस प्रकार है इसलिए यहां तक कि उच्चतम स्तर पर जब आप वेरिलॉग का उपयोग करके डिज़ाइन निर्दिष्ट करते हैं तो पहले डिस्क्रिप्शन में मैं मॉड्यूल को इनपुट और सेल के साथ परिभाषित कर रहा हूं कोई इनेबल नहीं यह एक इनेबल लेस डिकोडर है दूसरे डिज़ाइन में मैंने एक इनेबल इनपुट का भी इस्तेमाल किया है इसलिए यहां मैं कह रहा हूं कि जब भी आप इसमें बदलाव करते हैं तो मैं यहां कह रहा हूं कि जब भी इनेबल हो और दोनों में परिवर्तन हो तो ऐसा करें तो यह इनेबल भी एक इनपुट है जो ऑपरेशन को सही से एक्टिवेट करता है इसलिए यह उदाहरण वास्तव में दिखाता है कि जब मैं बहुत उच्च स्तर पर काम कर रहा हूं तब भी मैं एक वेरिलॉग या वीएचडीएल कोड लिख रहा हूं वहां खुद ही मैं थोड़ा जागरूक हो सकता हूं कि मैं कहां जा रहा हूं मैं एक ऐसा डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें कम बिजली की खपत हो तो मुझे इस इनेबल इनपुट को अपने डिकोडर में जोड़ने दें इसलिए जब आवश्यकता नहीं होगी तो मैं इसे इनेबल नहीं करूंगा जो स्पष्ट रूप से कम बिजली की खपत करेगा यह विचार है और यह तकनीक यहां हम कह रहे हैं कि हम रजिस्टर ट्रांसफर लेवल पर कुछ रीऑर्डरिंग भी कर सकते हैं यह बिल्कुल एल्गोरिथम स्तर नहीं है यह है यह रजिस्टर ट्रांसफर लेवल है यह क्या कहता है कि अच्छी तरह से मेरे पास कई सिग्नल हो सकते हैं उनमें से कुछ स्थिर सिग्नल हो सकते हैं इसका मतलब है कि मुझे पता है कि वे नहीं बदलेंगे या कोई गड़बड़ नहीं होगी लेकिन कुछ सिग्नल मुझे पता है कि सर्किट में असमान देरी के कारण हो सकता है एक कॉम्परटोर यहाँ ग्लीचेस हो सकता है मान लीजिए कि मेरे पास एक सर्किट ऐसा है जहां एक कॉम्परटोर का आउटपुट कुछ मल्टीप्लेक्सर्स का चयन कर रहा है और कुछ अन्य स्थिर सिग्नल भी आ रहा है इसलिए कुछ इनपुट अंत में यहां चुने गए हैं तो सर्किट के एक संशोधित संस्करण में जो मैं करता हूं मैं इन गड़बड़ या स्थिर सिग्नल के क्रम को बदल देता हूं क्योंकि क्या होगा यदि यहाँ ग्लिच सिग्नल का उपयोग किया जाता है तो इन ग्लिच के कारण कभी कभी इसे चुना जाएगा कभी कभी इसे चुना जाएगा जिसका अर्थ है कि यह गड़बड़ यहाँ प्रचारित होगी तो न केवल यह लाइन प्रभावित है यह लाइन भी प्रभावित होगी लेकिन यहां मैं इस मल्टीप्लेक्सर को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले इस स्थिर सिग्नल का उपयोग कर रहा हूं तो कम से कम इस हिस्से पर गड़बड़ का कोई प्रभाव नहीं है गड़बड़ केवल इस हिस्से को प्रभावित करेगी लेकिन यहां गड़बड़ केवल इसमल्टीप्लेक्सर को ही नहीं अगले मल्टीप्लेक्सर को भी प्रभावित कर सकती है इसलिए जहाँ भी संभव हो आप इसे फिर से चालू कर सकते हैं आखिरी उदाहरण जो मैं ले रहा हूं वह है मेमोरी को डिजाइन करने के संबंध में मेमोरी को कैसे विभाजित करें आप यह जानते हैं कि जब भी आप प्रोसेसर के लिए मेमोरी सिस्टम को सामान्य रूप से डिज़ाइन करते हैं तो आप इसे एकल ब्लॉक या चिप के रूप में डिज़ाइन नहीं करते हैं इसका मतलब है कि चिप के भीतर भी कई ब्लॉक हैं जो डिज़ाइन किए गए हैं वे समानांतर रूप से एक्सेस किए जाते हैं तो उनमें से एक का चयन किया जा सकता है दूसरों को डिसएबल किया जा सकता है मेमोरी इंटरलेइंग हो सकती है तो कई अलग अलग तरीके हैं यह वही है जो सामान्य रूप से किया जाता है इसलिए यदि आप इस सरल आरेख को देखते हैं तो यह एक मेमोरी सिस्टम का उदाहरण है जहां यह 32 बिट डेटा है तो ये और 8 बिट एड्रेस बस है तो यह एक मेमोरी सिस्टम है जिसमें 256 वर्ड्स और प्रत्येक वर्ड में 32 बिट्स डेटा होता हैं तो जिस तरह से हम इसे डिजाइन कर रहे हैं वह यह है कि हम 2 मेमोरी मॉड्यूल में विभाजित कर रहे हैं उनमें से प्रत्येक का आकार 128 बाय 32 और 128 का 32 है इसलिए मैं क्या करता हूं तो इस 8 ऐड्रेसेस के बीच उच्च क्रम 7 ऐड्रेसेस को हम इन 2 में से एक वर्ड का चयन करने के लिए उपयोग कर रहे हैं और एड्रेस के लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का उपयोग मैं इस मेमोरी से आने वाले डेटा का चयन करने के लिए उपयोग कर रहा हूं देखें कि यदि मैं चयन करने के उच्च क्रम बिट्स का उपयोग करता हूं और यदि निम्न क्रम बिट्स मैं इनमें से किसी एक का चयन करता हूं तो वास्तव में मैं मेमोरी इंटरलेविंग का उपयोग कर रहा हूं एड्रेस 0 यहां होगा एड्रेस 1 यहां होगा 2 यहां होगा 3 यहां होगा 4 यहां होगा और 5 यहां और आगे भी इसी तरह होगा इसलिए जब भी उच्च क्रम ऐड्रेसेस 0 सभी 0 हैं तो एड्रेस 0 डेटा यहाँ से बाहर आ जाएगा एड्रेस 1 डेटा यहाँ आ रहा होगा इसलिए कम से लीस्ट एड्रेस बिट का उपयोग करके मैं यह या यह चुन सकता हूं यह विचार है अब अगर आप इसे 2 भागों में तोड़ते हैं तो आप मूल रूप से ऊर्जा के संदर्भ में भी बचत करते हैं अब हम एक और तरह की चीज़ पर नज़र डालते हैं जो दिलचस्प है यह मैं कह रहा हूं कि एप्लिकेशन संचालित मेमोरी विभाजन मान लीजिए कि मैं एक एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन कर रहा हूं तो मेरे पास एक छोटा प्रोसेसर है जिसे हम ARM प्रोसेसर कहते है जो 64 किलो बाइट्स मेमोरी के साथ इंटरफेसेड है इसलिए मैं उस प्रोग्राम का कुछ विश्लेषण करता हूं जो यह माना जाता है कि यह मेरा एप्लिकेशन है और मैं देखता हूं कि यह 64 k एड्रेस स्पेस में से है इसलिए मैं रीड्स की संख्या को प्लॉट कर रहा हूं मैं देख रहा हूं कि पहले 28 k रीड ऑपरेशन की संख्या बहुत कम है अगले 4 k रीड के मामले में बहुत भारी है लेकिन अंतिम 32 k कहीं बीच में है इसलिए मैं अपने मेमोरी ब्लॉक को इस 3 भाग में विभाजित कर सकता हूं पहले 28 k एक मॉड्यूल में दूसरे मॉड्यूल में यह 4 k और तीसरे मॉड्यूल में यह 30 32 k है इसलिए मेरा विचार यह है कि मैं इस तीसरे मॉड्यूल को जितनी जल्दी हो सके बनाने की कोशिश करूंगा पहला मॉड्यूल जिसे मैं पावर डाउन मोड के रूप में उपयोग कर सकता हूं मैं इसे धीमा करने के लिए एक कम बिजली की आपूर्ति का उपयोग कर सकता हूं लेकिन क्योंकि यह बहुत कम ही एक्सेस किया जाता है तो यह हमारे साथ ठीक है और तीसरा मॉड्यूल बीच में कहीं हो सकता है क्योंकि यह 4 k की तुलना में अक्सर अपेक्षाकृत रूप से एक्सेस किया जाता है तो आपके पास 3 मेमोरी मॉड्यूल के साथ एक सर्किट हो सकता है इसलिए उनमें से प्रत्येक ट्यून है मतलब तदनुसार उनमें से एक बहुत तेज हो सकता है उनमें से एक बहुत धीमा हो सकता है उनमें से एक बीच में हो सकता है और डिकोडर इन 3 मॉड्यूल में से एक का चयन कर सकता है तो इस तरह से आप वास्तव में अपने आवेदन के आधार पर अपनी कुल मेमोरी स्पेस को कई भागों में विभाजित कर सकते हैं और इन विभाजनों के विभिन्न पावर प्रोफाइल वेरी कर सकते हैं इसलिए ऐसी कई तकनीकें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि लोग एल्गोरिथ्मिक के स्तर पर आर्किटेक्चर के स्तर पर गेटो के स्तर पर ट्रांजिस्टर के स्तर पर सभी संभावित तरीकों से बिजली अपव्यय को नियंत्रित या कम करने के लिए उपयोग करते हैं इसलिए लोग सर्किट में बिजली के अपव्यय को कम करने के लिए आज कोई कसर नहीं छोड़ते हैं तो इसके साथ हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं यह वास्तव में श्रृंखला का अंतिम व्याख्यान है जहां हमने तकनीकी चीजों पर बात की थी